हम इस वैश्विक सेवा पारिस्थितिकी तंत्र और उभरते समकालीन मुद्दों पर अपनी चर्चा जारी रख रहे हैं पिछले सत्र में हमने जिन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की थी उनमें से एक यह था कि सेवा प्रदाताओं द्वारा पूर्व में नई सेवाएँ बनाई गई थीं जो ग्राहकों की अनुभूति थी या ग्राहकों को उनके लिये क्या चाहिए या ग्राहकों को क्या महसूस हो रहा था इस आधार पर थी लेकिन फिर हमने कुछ मुद्दों के आधार पर देखा मैं पिछली सेटिंग पर वापस जा सकता हूं और हो सकता है कि उस विशेष स्लाइड का त्वरित पुनर्कथन करना अच्छा होगा जहां हमने देखा कि यह वैश्विक आउटसोर्सिंग और नेटवर्किंग के भागीदार है और इसका एक कारण यह है कि यह आउटसोर्सिंग और नेटवर्किंग 90 के दशक के अंत से लेकर पिछले लगभग 20 वर्षों तक इतनी तेज़ी से बढ़ी सेवाओं की वैश्विक आउटसोर्सिंग और सेवाओं की वैश्विक नेटवर्किंग दोनों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के तेजी से विकास से प्रेरित है लेकिन लागत कम करने के लिए लगभग सभी कंपनियों पर लगातार अथक दबाव के कारण भी यह तेजी से बढ़ा है जैसा कि दुनिया एक बाजार बन गई है और गैर टैरिफ बाधाएं या यहां तक कि टैरिफ बाधाएं लगातार कम हो गई हैं हर बाजार में प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है और इसके परिणामस्वरूप कीमतों पर निरंतर दबाव ग्राहकों की अपेक्षा पर निरंतर दबाव और परिणामस्वरूप होता है संगठन अपनी लागत को कम करने के लिए अथक दबाव में हैं क्योंकि केवल कम लागत के साथ जैसा कि हमने इस सत्र के दौरान लंबे समय से चर्चा की है मुझे लगता है कि 4 वें सप्ताह 5 वें सप्ताह में हमने चर्चा की कि सबसे कम लागत पर आधारित रणनीति सेवा उद्योगों में सबसे प्रमुख रणनीति है इसकी वजह से कीमत पर लगातार दबाव है क्योंकि यह केवल तब होता है जब आपके पास सबसे कम लागत होती है आपके पास मूल्य निर्धारण के साथ खेलने और विभिन्न प्रकार की मूल्य मांगों का जवाब देने के लिए सबसे अच्छी गतिशीलता या सर्वोत्तम लचीलापन होता है इसलिए इस नेटवर्क के रूप में जो आप अपने सामने देखते हैं वह ज्यादातर संचालित था इन सभी कनेक्टिविटी की तथाकथित वैश्विक नेटवर्किंग सेवाएं हैं जिनका अनुगमन वाटरफॉल रणनीति में था इसका मतलब है कम विशेषज्ञता कम ज्ञान गहन सेवाओं को उस सीमा तक कम किया जा सकता है जब वे निचले क्षेत्रों के लिए स्थानांतरित मूल्य मान के साथ घनिष्ठ संबंध से बाहर हो सकते हैं इसलिए जटिल सेवाओं को भौगोलिक रूप से वितरित किया जाना शुरू हुआ एक बीमा कंपनी के लिए मूल विशेषज्ञता उन्मुख सेवाएं अमेरिका में बनी रहीं मुख्य कार्य या ग्राहक सेवा जैसी मुख्य पेशकश का चौथाई क्षेत्र अमेरिका में बना रहा लेकिन जो हम सहायक सेवाओं या पूरक सेवाओं को कहते हैं उनके कई हिस्से उच्च लागत क्षेत्रों से बाहर और भारत फिलीपींस ताइवान चीन हांगकांग सिंगापुर और इतने पर जैसे कम लागत वाले क्षेत्रों में चले गए और निश्चित रूप से जैसा कि हमने चर्चा की थी कि यह विखंडन या विकेंद्रीकरण या सेवाओं की नेटवर्किंग भी नए बाजार द्वारा प्रेरित या संसाधन संपूरकता या रणनीतिक परिसंपत्ति संपूरकता की मांग कर रहे थे इसलिए यदि भारत में कुछ प्रकार के परीक्षण फार्मास्यूटिकल परीक्षण को पूरकमानार्थ संपत्ति के साथ बेहतर तरीके से किया जा सकता है तो सेवा के उस हिस्से से भारत में एक पश्चिमी देश हो सकता है और जहाँ तक ग्राहक की बात है ये सभी मूल रूप से जुड़े हुए थे और ग्राहक कभी महसूस नहीं करते थे सेवा तत्व कहाँ से आ रहा था क्योंकि ग्राहक के संपर्क में होने पर वे सभी माँग के अनुसार लगभग सेवा के साथ समय पर इकट्ठे हो जाते थे इस प्रकार इस चार्ट में नई सेवा डिजाइन जैसा कि हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी सेवा प्रदाता के विपणन पहल या विपणन अंतर्दृष्टि पर बहुत अधिक नहीं आधारित थी लेकिन अक्सर ग्राहक द्वारा संचालित होती है क्योंकि ग्राहक अक्सर मूल्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा होता था और ग्राहक इस नई व्यवस्था में बहुत अधिक सक्रिय भूमिका और सह निर्माण सह उत्पादन की भूमिका निभाता था तो अब हम आज के मुख्य सत्र में वापस जाते हैं जो बड़ी कंपनियों के कुछ उदाहरणों के साथ काम कर रहा है जो इस विकसित सेवा नेटवर्किंग और सेवा पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ उठा रहे हैं इसलिए यदि आप इन्फोसिस या टीसीएस या विप्रो या माइंड ट्री या आईबीएम या दुनिया भर की सभी बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा कंपनियों में विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकी गहन ज्ञान गहन सेवा प्रदाताओं का वैश्विक अध्ययन करेंगे और यदि आप शोध प्रकाशन और विश्लेषक प्रकाशन का निरीक्षण करते हैं जो दुनिया भर में इस विशाल और तेजी से बढ़ते उद्योग के संबंध में आ रहे हैं इस आईसीटी ने सेवा नेटवर्किंग उद्योग को सक्षम किया है फिर हम एक और संक्रमण के बिन्दु पर पहुंच गए हैं एक विभक्ति बिंदु था जो शायद 90 के दशक की समाप्ति के समय सामने आया और हमने तेजी से विकास देखा था जो मुख्य रूप से लागत को कम करने के लिए ड्राइव पर आधारित था जो मूल्य वितरण नेटवर्क में दक्षता के विभिन्न केंद्रों को अवशोषित करता है इसलिए यह सभी मूल रूप से दक्षता से संचालित लागत संचालित था एक वाटरफॉल प्रकार का मॉडल जिससे जटिलता कम हो जाती है यह मूल्य वाटरफॉल में चला गया और यह कम लागत वाले क्षेत्रों में चला गया लेकिन आज मुझे लगता है कि यह विभक्ति बिंदु है जहां पैमाने और श्रम मध्यस्थता से जिसने पिछले 15 वर्षों की सेवा नेटवर्किंग को छोड़ दिया हम प्रक्रिया उत्कृष्टता के स्तर को पार करने के बाद तीसरे स्तर पर जा रहे हैं जिसने पिछले 7 10 वर्षों में इनमें से अधिकांश बड़ी कंपनियों को संचालित किया है आप उनकी प्रक्रिया की परिपक्वता उनकी सेवा उत्कृष्टता 6 सिग्मा का कार्यान्वयन और इतने पर जानते हैं लेकिन आज मुझे लगता है कि हम यहां कहीं आगे बढ़ रहे हैं जहां प्रौद्योगिकी ही वास्तव में नए मूल्य सृजन की एक और धारा बन सकती है इसलिए उद्योग इस परिपक्वता के पैमाने पर आगे बढ़ रहा है लेकिन प्रक्रिया उत्कृष्टता से हम अगले आयाम पर जा रहे हैं इसलिए शुद्ध लागत में कमी या श्रम मध्यस्थता से लेकर उत्कृष्टता तक की प्रक्रिया के लिए हम अगले स्तर पर जा रहे हैं जहां प्रौद्योगिकी कुछ नए आयाम सेवाएं बनाने में एक नई भूमिका निभाएगी यह अनुसंधान से एक दिलचस्प निष्कर्षण है जिसे पिछले साल प्रकाशित किया गया था और यह दर्शाता है कि शुरुआती अवधि में जैसा कि आप इस ब्लॉक में यहां देख सकते हैं जिसे वे लिफ्ट और लोगों की शिफ्ट और मौजूदा प्रक्रियाओं को प्रक्रियाओं के सीमित परिवर्तन के साथ या वे सक्षम बनाने वाली तकनीकें कहते हैं इसलिए मूल रूप से उन समग्र सेवाओं की सेवाओं के उन हिस्सों को उन भागों में रखा जाता है जिन्हें मुख्य सेवा के रास्ते में आए बिना कम लागत वाले क्षेत्र में ले जाया जा सकता है इसलिए यदि कोई बीमा सेवा प्रदान करने वाली कंपनी थी तो उनका पेरोल जो उस कंपनी के पेरोल के प्रसंस्करण के लिए आवश्यक था फिलीपींस या भारत के किसी स्थान पर स्थानांतरित हो सकता है या उनके कुछ ग्राहक रिकॉर्ड संग्रह को उनके कम लागत वाले क्षेत्र में स्थानांतरित किया जा सकता है क्योंकि वर्तमान ग्राहकों को सेवा प्रदान करने की वास्तविक प्रक्रिया पूरी तरह से इन सहायक सेवाओं पर निर्भर नहीं थी ये आवश्यक सेवाओं पर सुविधा प्रदान कर रहे हैं लेकिन वे मुख्य मूल्य धारा का हिस्सा नहीं बन रहे थे तो वास्तव में इस शोध पत्र को लिफ्ट और शिफ्ट कहा जाता था लेकिन अब जो हम देख रहे हैं इसका मतलब है कि यह विशेष रचना शायद 2 साल के समय में पूरी तरह से बदल जाएगी 2019 2020 तक हम व्यापार प्रक्रियाओं का एक व्यापक पैमाने पर परिवर्तन देखेंगे जो नई तकनीक और नए मंच द्वारा सक्षम हैं इसलिए मौलिक रूप से जहां पहले ध्यान आकर्षण का केंद्र वर्तमान सुधारों पर था और इसके परिणामस्वरूप सेवा के विकास में कई अलग अलग अंतराल उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस परिवर्तन डिज़ाइन आदि थे हम इस विशेष नई तकनीक सक्षम आयाम पर जा रहे हैं जिसे अक्सर एसएमएसी कहा जाता है यह सामाजिक मोबाइल विश्लेषिकी और क्लाउड प्रौद्योगिकियों Social Mobile Analytics and Cloud technologies के लिए संक्षिप्त रूप है ये चार प्रौद्योगिकियां हैं जो सेवा उद्योगों के परिदृश्य को बदल रही हैं इसलिए नई प्रक्रिया केंद्रित और ईआरपी मानार्थ प्रौद्योगिकियां इसलिए संगठन के भीतर आईटी के साथ उद्यम संसाधन नियोजन का एकीकरण है लेकिन ये चार प्रौद्योगिकियां सामाजिक मोबाइल विश्लेषिकी और क्लाउड प्रौद्योगिकियां हैं जो वे बदल रही हैं जिन्हें मूल्य लागत एनवेलॉप के रूप में जाना जाता है इसलिए आम तौर पर पहले जो हो रहा था वह यह था कि आपने सेवा स्तर में सुधार के लिए नई तकनीकों में निवेश किया था व्यापार आरओआई निवेश पर प्रत्यय return on investment में परिणाम के लिए कुछ समय लगा अगर उन दिनों में वृद्धि थोड़ी धीमी थी इसलिए उदाहरण के लिए ग्राहक विश्लेषण या अतीत और विशेष तकनीक के इंटरैक्शन पैटर्न से विकासशील ग्राहक अंतर्दृष्टि को जानना जो ईआरपी से इस तरह के डेटा को निकालता है और फिर विश्लेषण किया जाता है इस तरह के सुधार इस तरह के उद्देश्य को ठीक करता है जो वास्तव में विखंडन विभिन्न समस्याओं पर खंडित तरीका अब बदल रहा है वे कह रहे हैं कि यह नया एनवेलोप है जो संचालित होगा इसका मतलब है कि बहुत तेजी से हम इन प्रौद्योगिकियों के उपयोग से सेवा व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन से आने वाले लाभ को देखेंगे तो आइए हम एक वैचारिक स्तर पर सोचते हैं ये सिर्फ कुछ मॉडल और ग्राफ़ हैं हमारे लिए इसे गहराई से समझना आसान होगा अगर हम कुछ वास्तविक सेवा और उदाहरणों को देखें इसलिए जिन प्रमुख क्षेत्रों में हमें व्यापार की चपलता जवाबदेही अनुकूलनशीलता और व्यवसाय को नवीन प्रयोग करने की क्षमता का लाभ मिल रहा है वे ग्राहक प्रतिक्रिया आवश्यकताओं की ग्राहक अभिव्यक्ति असंतोष के ग्राहक मुखरता या कुछ सेवा की कमी के बारे में ग्राहक की अभिव्यक्ति के अधिक वास्तविक प्रभाव से प्रेरित हैं आज इन सभी पर हमने चर्चा की है जब हमने सेवा पुनर्प्राप्ति पर चर्चा की थी तो सोशल मीडिया वसूली की समस्या को कैसे तत्काल बना देता है ग्राहक के असंतोष को व्यापक रूप से जानता है और संगठन पर आवश्यक दबाव बनाता है लेकिन सोशल मीडिया मोबाइल प्लेटफॉर्म क्लाउड और रैपिड एनालिटिक्स हमें ग्राहक असंतोष को महसूस करने की अनुमति देते हैं और जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी ग्राहक असंतोष नए सेवा मूल्य और ग्राहक संबंध बनाने का एक अवसर है तो अब उस प्रतिक्रिया कि जरूरत वास्तविक समय में महसूस की जाती है और प्रतिक्रिया वास्तविक समय में उत्पन्न की जा सकती है यह संक्षेप में वास्तव में इस SMAC का प्रभाव है और यह कैसे काम करेगा आइए हम एक कंपनी का उदाहरण लेते हैं विभिन्न कानूनी कारणों के चलते हम यहां कंपनी का नामकरण नहीं कर रहे हैं लेकिन हम कहते हैं कि यह कंपनी डी ऑटोमोटिव वाणिज्यिक वाहनों और अन्य बाजार क्षेत्रों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकियों का वैश्विक आपूर्तिकर्ता है और वे ऑटोमोटिव उद्योग को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं इसलिए वे 32 देशों में काम करते हैं उनके पास विभिन्न तकनीकी केंद्रों विनिर्माण स्थलों के साथ साथ विभिन्न प्रकार की सेवाओं की संख्या है क्योंकि वे डिजाइन सेवा में भाग लेते हैं और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया द्वारा अपने ग्राहकों की सेवाओं की स्थापना करते हैं अब उनके उत्पाद हैं और और उनकी सेवाओं द्वारा उनकी कारों को आज और कल के लिए कुशल और सुरक्षित बनाने के लिए पहचाना जाता है अब लेकिन विनिर्माण और सेवा दोनों के लिए कंपनियों के पदचिह्न सेवाएं पूरे मानचित्र पर फैली हुई हैं जैसा कि आप अपने सामने देखते हैं इसलिए इन सभी देशों में उनके ग्राहक हैं उनके पास इन सभी देशों में या इन अधिकांश देशों में सेवा उत्पादन केंद्र उत्पाद उत्पादन केंद्र हैं लेकिन दिलचस्प रूप से हर जगह हर चीज का उत्पादन नहीं होता है तथा हालाँकि वे इन सभी स्थानों विभिन्न सेवाओं के साथ इन सभी ग्राहकों की सेवा करने में सक्षम हैं भले ही सेवा ब्लॉक या सेवा तत्व अलग अलग है तो यह कंपनी डी जो इस तरह के वैश्विक पदचिह्न दे रही है जो विनिर्मित उत्पादों के साथ साथ दुनिया भर की ऑटोमोबाइल विनिर्माण कंपनियों को विभिन्न प्रकार की तकनीकी सेवाएं प्रदान कर रही है जैसा कि आज सामान्य अभ्यास है उनकी गैर प्रमुख गतिविधियों को आउटसोर्स करता है उदाहरण के लिए उनका खाता प्राप्य प्रबंधन या उनके पेरोल प्रबंधन और इस तरह की सेवाएं जिसे हम व्यावसायिक प्रक्रिया आउटसोर्सिंग सेवा प्रदाता बीपीओ सेवा प्रदाता कहते हैं और हमें पिछले सत्रों को याद करना चाहिए जो चर्चा है कि बीपीओ कंपनी या संस्था है जो अपने प्राप्यों के खातों पर कार्य कर रही है इसलिए अकेले या दीवार के पार एक सेवा प्रदाता नहीं है प्राप्य खाते इस तरह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा या ग्राहक सेवा लॉग है या डी कंपनी के समग्र मूल्य वितरण का ऐसा महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि जब तक ग्राहक से पैसा वसूल नहीं किया जाता है तो आप अक्सर यह नहीं जानते होंगे कि क्या ग्राहकों को भुगतान को रोकने के लिए बाध्य कर रहा है क्या किसी प्रकार का असंतोष है या वितरण में कमी है जो ग्राहक को भुगतान रोकने के लिए उकसा रहा है इसलिए प्राप्य खाता इसलिए न केवल प्राप्य के लिए कार्यशील पूंजी प्रबंधन में कमी के लिए आवश्यक है न केवल वित्त कारणों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बल्कि इसके लिए डी कंपनी की ग्राहक सेवा के सेवा स्तर में सुधार के लिए व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए बहुत आवश्यक है इसलिए सेवा प्रदाताओं को उनकी सेवाओं को आउटसोर्सिंग करने के लिए नकद चक्र या खरीद के भुगतान चक्र के लिए आदेश की कमी के आधार पर मापा जाएगा लेकिन अब जो कुछ हो रहा है वह पहले ऐसी सेवा है जिस पर मैं चर्चा कर रहा था जो कि श्रम मध्यस्थता और कम लागत के आधार पर आउटसोर्स की गई थी लेकिन आज यह कई अन्य कारणों से हो रहा है तो ये सेवाएं जो अब कुछ बीपीओ कंपनियों द्वारा वितरित की जाती हैं वे भी हर जगह स्थित नहीं हैं वे कुछ विशेष स्थानों जैसे चीन भारत पोलैंड रोमानिया मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं इसलिए ज्ञान केंद्रों के आधार पर यह काम बीपीओ कंपनियों द्वारा अपने स्वयं के संचालन केंद्रों के बीच वितरित किया जाता है और इसके आधार पर इस विशेष मामले के अध्ययन में यह दिखाया गया है कि डी कंपनी की निष्ठा नकदी चक्र के लिए उनके आदेश में सार्थक वृद्धि हुई है और अब वे अब नियम आधारित ग्राहक संग्रह का बेहतर निष्पादन कर रहे हैं क्योंकि भले ही यह बीपीओ कंपनी उनके आउटसोर्सिंग नेटवर्क का हिस्सा है लेकिन वे व्यापार इको सिस्टम के मूल्य सृजन के क्षेत्र में एक ठोस साझेदार हैं और इसी तरह एक हाथ से उन्हें निष्पक्ष किया जा सकता है कि वे बहुत अधिक प्रक्रिया केंद्रित हो सकते हैं वे बहुत अधिक नियम केंद्रित हो सकते हैं लेकिन दूसरी ओर उन्हें मूल व्यवसाय या उनके डिजाइन को दबाव को महसूस करने के लिए बनाया जा सकता है इसलिए क्रेडिट जोखिम स्कोर की भविष्यवाणियां नियम आधारित ग्राहक संग्रह हैं या मांग रिपोर्ट और अलर्ट पर यह हो सकता है अब इस चार प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों के संयोजन से कुशलतापूर्वक निर्मित उत्पन्न हुआ जिस पर हमने चर्चा की इससे हम सेवा परामर्श के एक अन्य पहलू पर भी गौर करेंगे कि एक पारिस्थितिकी तंत्र नेटवर्क पर उच्च सीमा सेवा साझाकरण कैसे किया जाता है इसलिए आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रस्ताव विकास समस्या विश्लेषण डिजाइन यह वैकल्पिक समाधान व्यवस्थित प्रदर्शन विकसित और परीक्षण करते हैं ये सभी कहते हैं कि एक बड़ी सेवा परामर्श कंपनी वैश्विक स्तर पर एक होटल नेटवर्क के सेवा स्तर को सुधारने में लगी हुई है वह काम आमतौर पर इन विभिन्न चरणों में विभाजित किया जाएगा प्रस्ताव समस्या विश्लेषण डिजाइन और विकास और वैकल्पिक समाधान का परीक्षण फिर व्यवस्थित प्रदर्शन उपायों का विकास करें फिर एक अंतिम रिपोर्ट के माध्यम से नए तरीकों को तैनात करें क्योंकि कार्यान्वयन बदलावों के अनुसार किए गए हैं ताकि ग्राहक संतुष्टि का आश्वासन दिया जा सके और फिर अध्ययन से सबक संकलित करें अब अब एक सेवा परामर्श कंपनी से दुनिया भर में एक होटल श्रृंखला के लिए पहले सेवाओं के इन प्रकार के एक संगठन के प्रकार द्वारा वितरित किया गया होगा आज यह मैकिंजी मॉडल है ऐसी सेवाएं सेवा प्रदाताओं के एक समूहो द्वारा प्रदान की जाती हैं तो एक लीडर होगा लेकिन लीड सेवा प्रदाता कई विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करेगा कुछ विशेषज्ञ आपूर्ति श्रंखला प्रबंधन के क्षेत्र में हो सकते हैं कुछ विशेषज्ञ होटल ऊर्जा प्रबंधन में सेवा प्रदाता हो सकते हैं या यह कोई दूसरा विशेषज्ञ हो सकता है जो विभिन्न होटलों में कार्यशील पूंजी प्रबंधन को देख रहा है तो ऐसे सेवा प्रदाता होंगे जिनकी मुख्य क्षमता वित्त क्षेत्र सेवा प्रदाताओं में है जिनकी सक्षमता मुख्य क्षमता एक बड़ी इमारत के एक बड़े प्रतिष्ठान के ऊर्जा प्रबंधन में होगी ऐसे सेवा प्रदाता होंगे जिनकी विशेषज्ञता जैविक अपशिष्ट निस्तारण में होगी और ये सभी सेवा प्रदाता एक साथ काम कर रहे होंगे वे उन मूल नियमों का पालन करेंगे जिन्हें आप जानते हैं जैसे 80 20 नियम उन 20 प्रतिशत समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो 80 प्रतिशत सुधार प्रदान करेंगे और लेकिन वे सेवा को एक नेटवर्क के रूप में वितरित करेंगे और वे अभी भी अच्छे परामर्श के पुराने सिद्धांतों का पालन करेंगे जिसे आपने अपने सामने देखा था लेकिन मैं जो महत्वपूर्ण बिंदु बनाने की कोशिश कर रहा हूं वह यह है कि आज इस तरह के मूल्य पैकेज एक संगठन द्वारा वितरित नहीं किया जाता है लेकिन बहुत बार नेटवर्क के रूप में काम करने वाले संगठनों के एक समूह द्वारा किया जाता है यह चर्चा का एक भिन्न समूह है लेकिन मुझे इस स्तर पर इसका उल्लेख करने की आवश्यकता है कि जब हम सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क से इस तरह की सेवाएं लेते हैं तो अलग अलग साझेदार होंगे जो एक ही सूत्र से पहले एक बड़ी परामर्श कंपनी पर लागू होते हैं और वे इन तीन गुणकों का उपयोग करके प्रति भागीदार लाभ की गणना करते हैं यह लाभ है जिसे फीस से विभाजित किया गया है कर्मचारियों द्वारा विभाजित की गई फीस और कर्मचारियों द्वारा विभाजित की गई संख्या के रूप में जैसा कि आप देखते हैं कि प्रत्येक तत्व संगठनात्मक उत्पादकता का एक तत्व है इसलिए उत्पादकता आखिरकार प्रति कर्मचारी जो फीस एकत्र की जा सकती थी के रूप में पहचानी गई इसलिए जो तब प्रति घंटे प्रति कर्मचारी प्रति घंटे की दर से हो सकती थी और वह उत्पादकता का माप था लेकिन आप भी अब प्रति भागीदार इस लाभ को देख रहे हैं और इसमें उसी फॉर्मूले का उपयोग किया जा सकता है अगर किसी डी कंपनी को एक समग्र सेवा देने के लिए एक साथ कई संगठन शामिल हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे थे और प्रत्येक भागीदार उनकी क्या भूमिका है वे किस तरह का मूल्य तालिका में ला रहे हैं इसकी गणना इस तरह के चार्ट का उपयोग करके की जा सकती है इसलिए आज की चर्चा मैं आपके सामने इस प्रकार के चार्ट के साथ समाप्त करूंगा कि ये पारंपरिक हैं हमने जो अनुसरण किया है वह यह है कि निश्चित स्थाई लागतो को कैसे कम किया जाए या डूबे हुए ऊपरीव्यय द्वारा मूल्य भेदभाव को किस प्रकार बढ़ाया जाए ये किसी की भी सेवा व्यवसाय की मानक लाभप्रदता रणनीति हैं लेकिन इसमें आउटसोर्सिंग सेवाओं से जो लाभ हो रहे हैं वे ये लाभ और ये जोखिम हैं लाभ यह सुनिश्चित करने की अनुमति देता है कि यह लाभ फर्म को अपनी मुख्य क्षमता पर ध्यान केंद्रित करने की स्वीकृति देता है और और सेवा अपने क्षेत्र में प्रदर्शन करने से कम में आउटसोर्सिंग की जा सकती है क्योंकि यह आपकी डूबत लागत को बढ़ाता है और आउटसोर्सिंग सेवाएं मूल रूप से आपको निश्चित लागत को परिवर्तनीय लागत में बदलने की अनुमति देती है और निश्चित रूप से प्रत्येक कंपनी या नेटवर्क के प्रत्येक हिस्से के रूप में प्रत्येक सेवा प्रदाता अपनी स्वयं की तकनीक पर ध्यान केंद्रित करता है क्योंकि वे अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ होना चाहते हैं क्योंकि यह संपूर्ण नेटवर्किंग कोर सक्षमता सिद्धांत पर आधारित है तो आपकी दक्षता और प्रौद्योगिकी का उपयोग भी तेज और बेहतर और बेहतर हो जाता है और इसलिए आप पूरी तरह से बेहतर पैमाने की मितव्ययिताओं का लाभ उठाने में सक्षम होते हैं कुछ चुनौतियाँ होती हैं और इस संबंध में कुछ सावधानियां बरतनी होगी क्योंकि यहां सीधे नियंत्रण का नुकसान हो सकता है इसलिए खेल के कुछ नियमों का बहुत बेहतर समन्वय होना चाहिए और निश्चित रूप से जैसा कि मैंने अभी कुछ समय पहले चर्चा की थी ऐसा करने के लिए और अधिक किफायती होना और इन चार प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों के कारण कि हमने सोशल मीडिया क्लाउड और एनालिटिक्स के बारे में बात की बेशक कुछ डेटा सिक्योरिटी प्राइवेसी मुद्दे होंगे जिन्हें सभी को सुलझाना होगा इसलिए आज के सत्र के लिए यह अंतिम स्लाइड है यह वही है जो आउटसोर्सिंग प्रक्रिया को संचालित करने की आवश्यकता है विक्रेता के चयन और प्रदर्शन मूल्यांकन के बारे में जानकारी की पहचान की आवश्यकता है यह चार्ट वही है जो हमने सेवा के क्रय व्यवहार या क्रय प्रक्रिया में बहुत पहले देखा था यही प्रक्रिया आउटसोर्सिंग पर लागू होती है सेवा एग्रीगेटर या सर्विस नेटवर्क द्वारा आउटसोर्सिंग को सेवा तत्व के रूप में क्रय किया जाता है इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र लीडर इन तत्वों और के आधार पर सेवा का अधिग्रहण करेगा लेकिन इसे अंततः सेवा उपभोक्ता को दिया जाएगा इसलिए जैसा कि हमने डी कंपनी के मामले में चर्चा की है डी कंपनी मोटर वाहन कंपनियों को बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और संबंधित तकनीकी डिजाइन सेवाएं प्रदान करती है इसलिए मोटर वाहन कंपनियों के लिए डी कंपनी का वितरण निर्बाध होती है लेकिन दुनिया भर में या उसके पीछे डी कंपनी सेवा प्रदाताओं की संख्या से आने वाली सेवाओं का लाभ उठाकर मूल्य प्रदान करेगी उन सेवाओं में से कुछ मुख्य मूल्य धारा का हिस्सा हैं जिनमें से कुछ सेवाएं पृष्ठभूमि या सहायक कार्यों जैसे पेरोल प्रबंधन या खाता अवधि बढ़ने के विश्लेषण और इतने पर हैं लेकिन उनमें से कई हैं जैसे कि हमने उदाहरण के लिए कार्यशील पूंजी प्रबंधन देखा एक आउटसोर्स विशेषज्ञ कंपनी द्वारा प्रदान किया जा सकता है जिसके पास उस कुशलता से प्रबंधन करने के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता है इसलिए हम इस बड़े होटल के बारे में चर्चा कर रहे थे और यह जो सेवा प्रदान करता है वह ग्राहक है लेकिन उसी बड़े होटल के होने के पश्चात भी वह आज भी ग्राहक के लिए यह दुनिया भर में फैले एक होटल श्रृंखला के रूप में दिखाई दे रहा है लेकिन एक होटल आज एक बड़ा होटल आज एक अखंड सेवा प्रदाता के स्थान पर सेवा के समूहो का प्रतिनिधित्व करता है इसलिए 80 के दशक में वास्तव में एक नेटवर्क या ईको सिस्टम सेवा है जहां दक्षता के आधार पर दक्षता के सर्वोत्तम स्तर के अनुसार प्रौद्योगिकी का सबसे अच्छा उपयोग इन सभी सेवाओं जो आप के सामने देखते हैं इसलिए कपड़े धोने की सेवा या चौकीदार सेवा या अपशिष्ट निपटान सेवा इन सभी को आउटसोर्स किया जा सकता है खाद्य सेवा संयंत्र सुरक्षा अस्थायी कर्मियों को आंशिक रूप से आउटसोर्स किया जा सकता है साझा किया जा सकता है विभिन्न क्षेत्रों और कानूनी और अन्य जटिलताओं के विभिन्न स्तरों के आधार पर अलग अलग सम्मिश्रण हो सकते हैं पुस्तपालन यात्रा टिकट लेना या देना सभी फिर से संबंधित प्रक्रिया हो सकती है लेकिन कम महत्व की सेवाएं जिन्हें आउटसोर्स किया जा सकता है साथ ही विज्ञापन सार्वजनिक कानूनी संबंध जैसी उच्च अंत सेवाओं को भी आउटसोर्स किया जा सकता है लेकिन कई अन्य सेवाएं भी हैं जहां इसे आउटसोर्स करना संभव है यह सुनिश्चित करना संभव है और प्रत्येक कंपनी द्वारा प्रत्येक सेवा कंपनी द्वारा अवसरों की मांग और उपलब्ध आपूर्तिकर्ताओं के प्रकार के रूप में एक संयोजन तय किया जाएगा लेकिन प्रमुख बिंदु जो आज ध्यान देना चाहिए कि अधिक से अधिक हम सेवाओं के इस आणविककरण को देखेंगे मैं इसका विखंडन नहीं कहूंगा मैं इसे वितरण नहीं कहूंगा लेकिन मैं इसे आणविककरण कह रहा हूं क्योंकि जैसे विभिन्न अणु स्वतंत्र हो सकते हैं फिर भी एक जीव में एकीकृत हो सकते हैं इसी तरह आज एक बहुत बड़े सेवा संगठन आंतरिक रूप से एक सेवा व्यवसाय इको सिस्टम का उपयोग करके मूल्य प्रदाताओं का एक समूह हो सकता है जो कि 1000 लोगों को रोजगार देने वाले बड़े संगठन से काफी अलग है तो 1000 लोग अभी भी काम कर रहे हैं ये 1000 कंप्यूटर या मशीन अभी भी काम कर रहे हैं लेकिन वे आज ज्ञान और एक दूसरे के साथ नेटवर्क के आसपास केंद्रित विशेषज्ञता के आसपास केंद्रित हैं यह हम मानते हैं कि एक स्थिति बन जाएगी जहां हम देखेंगे कि अगला विभक्ति बिंदु घटित होगा कि हम वास्तव में प्रक्रिया उत्कृष्टता के इस स्तर से जाएंगे जहां अब हम पहुंच गए हैं पैमाने और श्रम मध्यस्थता के स्तर के बाद हम अब प्रौद्योगिकी उत्प्रेरक के माध्यम से आने वाले अगले विभक्ति को देखें क्योंकि आज तकनीकी विशेषज्ञता ज्ञान उत्कृष्टता और क्षमता के आधार पर एक पारिस्थितिकी तंत्र में सेवाओं का आणविककरण किया जाता है इसलिए आप देखेंगे कि सबसे अच्छा संयोजन जो आगे रखा जा रहा है वह इस प्रौद्योगिकी उत्तोलन का उपयोग करके सेवा उत्कृष्टता का एक उच्च स्तर बनाएगा